नमस्कार मित्रों कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन कोर्स में आपका सभी का स्वागत है आज हम कुछ नई नई चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं इसे फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स पीके पीडी कहा जाता है यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे ही ड्रग शरीर में प्रवेश करती है यह बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरती है यह उत्सर्जित या इक्स्क्रीट हो जाती है और इसी प्रकार तो उन पहलुओं को फार्माकोकाइनेटिक्स कहा जाता है और ड्रग लक्ष्य पर कार्य करती है ड्रग एक जीवाणु या बैक्टीरिया या एक सेल लाइन पर कार्य करती है जिसे फ़ार्माकोडायनामिक्स कहा जाता है तो ये चीजें कैसे होती हैं क्या हम इस फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स को मॉडल कर सकते हैं तो इनके बारे में हम अगले 2 व्याख्यानों के दौरान बात करने वाले हैं यह फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स क्या है दवाओं का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स वह प्रभाव है जो दवाओं का शरीर पर होता है जबकि फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग्स शरीर में एडीएमई के द्वारा किस प्रकार परिवर्तित होती है उसका अध्ययन करते हैं क्योंकि जैसे ही यह रक्तप्रवाह में अवशोषित होती है इसका वितरण होता है उपापचय होता है उत्सर्जन होता है दवाएं निकाल दी जाती हैं तो सान्द्रता या कान्सन्ट्रेशन शुरू में ज्यादा हो सकती है और फिर वह कम होना शुरू हो जाती है तो इसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं अब जब ड्रग शरीर के अंदर काम करती है तो हो सकता है एक जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक हो जो बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करती है यदि यह एक एंटीकैंसर ड्रग है तो कैंसर कोशिका को मारने की कोशिश करेगी तो उस पहलू को फार्माकोडायनामिक्स कहा जाता है तो फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको बताता है कि शरीर में होने वाले एडीएमई के कारण ड्रग का क्या हो रहा है तो फार्माकोडायनामिक्स में ड्रग शरीर में क्या करता है फार्माकोकाइनेटिक्स में शरीर ड्रग के साथ क्या करता है तो दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें यह जानने की जरूरत है कि इन सभी घटनाओं को गणितीय रूप से कैसे प्रदर्शित किया जाए तो फार्माकोकाइनेटिक्स एक मॉडल है जो ड्रग्स की मात्रा बनाम समय का वर्णन करता है तो ड्रग की मात्रा प्लाज्मा में समय के साथ बदलती है फिर फार्माकोडायनामिक्स इसकी मात्रा का इसके प्रभाव के साथ क्या संबंध है अगर मैं शरीर में अधिक मात्रा देता हूं तो क्या मुझे बेहतर प्रभाव मिलेगा या यदि मेरी मात्रा कम है और मुझे उसका कम प्रभाव मिल रहा है यह फार्माकोडायनामिक्स है तो आम तौर पर इन विट्रो लैब में हम PK को माप नहीं पाएंगे क्योंकि ADME तस्वीर में आ जाएगा लेकिन जब हम एक पशु अध्ययन करते हैं पशु मॉडल बनाते हैं तुरंत आपको समझ में आता है कि कैसे ड्रग अवशोषित हो रही है और फिर उत्सर्जित हो रही है उपापचय हो रही है और वास्तव में इसी प्रकार इसमें दिलचस्पी क्यों है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेनिसिलिन के शुरुआती दिनों में यानी 40 के दशक में कम खुराक का इस्तेमाल किया गया था लेकिन तब स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया था जो 60 और 70 के दशक में संक्रमण का कारण बना जिसकी न्यूनतम निरोधात्मक मात्रा या मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो उन्हें उच्च खुराक का उपयोग करना पड़ा और फिर आपने रेज़िस्टन्ट या प्रतिरोधी स्ट्रेन के बारे में पढ़ा होगा तो 90 के दशक में स्ट्रेप्टोकोकस के बहुत सारे रेज़िस्टन्ट स्ट्रेन आने लगे तो उन्हें मारने के लिए इनको ड्रग की मात्रा को बढ़ाना होगा तो ऐसा नहीं है कि हम हर समय एक ही मात्रा का उपयोग करे यही कारण है कि फार्माकोडायनामिक्स में रुचि है फार्माकोडायनामिक्स को समझकर हम डोज़ रेजिम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं प्रतिदिन एक बार अमीनोग्लाइकोसाइड की दैनिक खुराक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के लंबे या निरंतर इन्फ्यूश़न प्रतिरोध को पैदा होने से रोकने के लिए ग्राम नेगटिव बैक्टीरिया के लिए फ्लोरोक्विनोलोन का उपयोग करें कभी कभी आप ड्रग कॉन्बिनेशन या मिश्रण का उपयोग करते हैं आजकल ड्रग्स को कॉन्बिनेशन में दिया जाता है एक व्यापक स्पेक्ट्रम और प्रतिरोधी स्ट्रेन के लिए एक बहुत ही विशिष्ट ड्रग तो इस प्रकार जैसे आप समझे ऐसी ड्रग्स जो इफ्लक्स पंप को अवरुद्ध करें और फिर एंटीबायोटिक दवा देने का मार्ग क्या मुझे ड्रग मौखिक रूप से या अंतःशिरा के माध्यम से देनी चाहिए तो आप डिलीवरी तकनीक को समझ सकते हैं फॉर्म्यूलैशन या निर्माण की प्रक्रिया और निश्चित रूप से यह फार्माकोडायनामिक्स बहुत बहुत जनसंख्या पर निर्भर करने वाली जानकारी है रेस ड्रग्स हो सकता है अलग तरह से काम करें लोगों पर जैसे एशियन पर काकेशियन या चीनी के मुकाबले अलग तरीके से हो सकता है छोटे बच्चों पर वृद्ध व्यक्तियों के मुकाबले हल्के बनाम भारी व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति मोटा है तो ड्रग अलग हो सकती है गुर्दे की ख़राबी ड्रग गुर्दे और यकृत क्षेत्र दोनों में समस्याएं पैदा कर सकती है ड्रग ड्रग इंटरैक्शन हो रहा हो सकता है मेरा मतलब है कि मैं रक्त को पतला करने वाली ड्रग और कार्डियोवैस्कुलर बीपी कम करने वाली ड्रगओं को ले रहा हो सकता हूं तो दोनों ड्रग्स के बीच अंतः क्रिया हो सकती है स्वस्थ बनाम रोगग्रस्त जनसंख्या तो एक स्वस्थ व्यक्ति पर ड्रग अलग तरीके से कार्य कर सकती है एक रोगग्रस्त व्यक्ति के मुकाबले जिसमें वह ड्रग अलग तरीके से काम कर सकती है तो इन सभी को समझने के लिए हमें फार्माकोडायनामिक्स को जानना होगा अब यह महत्वपूर्ण क्यों है एक बार फिर ड्रग के विकास में हमें चरण 2 और 3 के अध्ययन के लिए खुराक के चयन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है तो हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि जब आप एक चरण 2 परीक्षण नैदानिक परीक्षण या क्लिनिकल ट्रायल और चरण 3 नैदानिक परीक्षण कर रहे हैं तो आपको कितनी ड्रग देनी है जैसे कि आप चरण 2 नैदानिक परीक्षणों को खुराक और उसकी प्रतिक्रिया के बीच संबंध प्राप्त करने के लिए करते हैं जबकि चरण 3 उस के दीर्घकालिक प्रभाव को देखता है तो हमें यह जानने की जरूरत है कि कितनी खुराक दी जानी है तो इन विट्रो जानवरों के अध्ययन में पीके पीडी की पहचान करना प्रभावकारिता के लिए लक्ष्य चरण 1अध्ययन यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सी खुराक उच्च संभावना के साथ लक्ष्य तक पहुंचती है खास तौर पर जीवाणुरोधी के साथ लेकिन शायद ही कभी एंटिफंगल के साथ तो हमें इन सभी कारणों को जानने के लिए पीके पीडी को जानने की आवश्यकता है पीके जोकि फार्माकोकाइनेटिक्स है हमें ड्रग लेबलिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है जो एफडीए द्वारा अनुमोदित भी है जो नैदानिक परीक्षणों का भी हिस्सा है तो मुझे ड्रग के उस फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में अच्छी तरह से जानने की आवश्यकता है विशेष रूप से अतिरिक्त बातचीत के लिए नुस्खा लिखने वाले डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को जानकारी देने के लिए आवश्यकता है डॉक्टर कहते हैं कि हर ४ घंटे में दवा लें हर ६ घंटे में दवा लें तो यह पीके पर निर्भर करता है यदि दवा बहुत तेजी से निकल जाती है तो शायद रोगी को काफी जल्दी लेना पड़े दवा शरीर में लंबे समय तक रहती है तो शायद ऐसा ना करना पड़े यदि दवा की अधिकतम एकाग्रता नहीं पहुंच रही है यानी न्यूनतम निरोधात्मक एकाग्रता तो जाहिर है कि दवा के पर्चे गलत हैं हमें उच्च खुराक देनी पड़ सकती है मुझे रोगी के लिए निर्देश चाहिए मरीजों को बताना होगा तो पीके की प्रभावकारिता सुरक्षा जानकारी यह सभी महत्वपूर्ण है अगर निर्देश जटिल हैं तो यह ठीक से खुराक लेने में मरीज की क्षमता को कम कर सकता है यदि आप रोगी को बहुत जटिल जानकारी देते हैं या सलाह देते हैं कि रोगी दवा लेना बंद कर सकता है तो आमतौर पर यदि आप एक ड्रग को देखें हम एक ड्रग मुंह से लेते हैं तो प्लाज्मा में ड्रग जीआई में अवशोषित होती है तो सान्द्रता बढ़ती रहती है बढ़ती जाती है अधिकतम तक पहुंच जाती है फिर यह समय के हिसाब से घटती है उन्मूलन चयापचय और ऐसे ही वजह के कारण तो यह समय कुछ घंटों का हो सकता है या बहुत लंबा भी अब इस फार्माकोडायनामिक्स के कारण जैसे जैसे सांद्रता कम होती है तो प्रभाव भी कम महसूस होता है तो यदि मुझ में किसी एंटीबायोटिक की बहुत कम मात्रा है तो मारे गए बैक्टीरिया कॉलोनियों की संख्या कम होगी और इसी तरह जब तक यह 100 तक समाप्त नहीं कर देता यह फार्माकोडायनामिक्स है तो यदि आप दोनों को मिला देते हैं तो आपको समय के अनुपात में इस प्रकार का संबंध मिलेगा तो कृपया ध्यान दें समय के अनुपात में प्रभाव अधिकतम तक पहुंच सकता है लेकिन यह नीचे जाने लगेगा क्योंकि दवा समय के हिसाब से समाप्त हो जाती है क्योंकि उन्मूलन और चयापचय के कारण और इसी प्रकार तो असर बहुत जल्दी महसूस हो सकता है बहुत ज्यादा प्रभाव और फिर बाद में नीचे जाना शुरू हो जाता है तो यह समय अलग अलग हो सकता है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तो अगर मैं सिरदर्द की गोली तुरंत लेता हूं तो आप 1 घंटे के भीतर प्रभाव महसूस करते हैं जबकि यदि आप एंटीबायोटिक या कुछ और लेते हैं तो इसमें 2 से 3 घंटे लग सकते हैं जबकि यदि आप कोई अन्य ड्रग लेते हैं तो इसमें 4 से 5 घंटे लग सकते हैं तो ये प्रभाव जो आप महसूस करते हैं और फिर जो समय के हिसाब से नीचे जाता है वह इन दोनों ग्राफों का एक संयोजन है तो हमें पीके और पीडी को ठीक से समझने की आवश्यकता है बहुत सी योजना बनाने के लिए तो यदि आप जैविक टर्नओवर दर को उस व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जो 50 से 70 वर्षों के लिए जिंदा रहता है तो विद्युत संकेत मिलीसेकंड में होता है विद्युत संकेत शरीर के अंदर होते हैं न्यूरोनल मांसपेशीय न्यूरोट्रांसमीटर मिलीसेकंड रासायनिक संकेत जैसे जैव रासायनिक संकेत इसमें मिनट लगते हैं मीडीएटर इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटेशियम इन सब में मिनट का समय लगता है शरीर में हार्मोनल परिवर्तन घंटों mRNA घंटों में बदलता है प्रोटीन एंजाइम घंटों में कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं मरने वाली कोशिका फिर से कई दिनों में नई बनती है ऊतक इसका दोबारा बनना महीनों अंग वर्षों में तो आप देखें टर्नओवर की दर या समय के पैमाने मिलिसेकंड से लेकर सालों तक भी बदल सकते हैं तो अंग का पुनर्जीवन अंग का टर्नओवर वर्षों तक का हो सकता है जबकि विद्युत संकेत न्यूरोट्रांसमीटर संकेत मिलिसकंड के हिसाब से होते हैं तो पीके पीडी इतना सरल नहीं है कभी कभी पीडी प्रभाव कई दिनों के बाद या कई महीनों के बाद महसूस किया जा सकता है जबकि फार्माकोकाइनेटिक्स घंटों में हो सकता है तो यह बहुत जटिल है जैसा कि आप इस और इस से देख सकते हैं यह मैंने वास्तव में इस विशेष संदर्भ से लिया है तो यह ध्यान देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यहां जब हम कहते हैं कि कुछ ऊतकों के पुनर्जनन में कई दिन लग सकते हैं जबकि ड्रग घंटों में समाप्त हो सकती है और मेटाबोलाइज़ हो सकती है तो वास्तव में प्रभाव काफी भिन्न हो सकता है तो इन्हें रासायनिक रूप से देखा जाता है इन्हें बायोमार्कर जैव रसायन के रूप में देखा जाता है जिनके लिए हम विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं जबकि यह डॉक्टर नग्न आंखों के माध्यम से या कुछ सूक्ष्म मापों के माध्यम से देख सकते हैं फार्माकोलॉजी में भूमिका के आधार पर अलग अलग पीडी परिणाम बायोमार्कर हम शारीरिक या जैव रासायनिक मापदंडों के आधार पर माप सकते हैं जो ड्रग की कुछ फार्माकोडायनामिक गतिविधि को दर्शाते हैं तो हम अल्फा 4 इंटीग्रिन संतृप्ति को देख सकते हैं हम सरोगेट मार्कर को भी देख सकते हैं समान नहीं लेकिन हम कुछ और देख सकते हैं वह जो मुख्य मार्कर की वजह से बदल रहा हो सकता है क्लिनिकल परिणाम की तुलना में पहले देखा सके आसानी से परिमाण में लाया जाने वाला नैदानिक परिणाम को पहले से बतलाने वाला हो बायोमार्कर की तरह उतनी तेजी से नहीं बदलता है जैसे सरोगेट मार्कर एमआरआई जीडी बढ़ाने वाले लीश़न या घाव क्लिनिकल परिणाम इसमें काफी अधिक समय लगता है रिलेप्स समय मेरी ड्रग के कारण संक्रमण का दोबारा होने का समय लंबा हो जाता है लेकिन यह दिनों या हफ्तों में होने वाला है तो यह काफी धीमा होता है जबकि ये मिनट और घंटे के संदर्भ में हो सकते हैं यह घंटों के संदर्भ में हो सकता है और यह दिनों और हफ्तों के संदर्भ में हो सकता है अब हमारे पास अधिक आसानी से मिलने वाली सघन सैंपलिंग संभव है रिसेप्टर संतृप्ति है हम कोशिका गणना कर सकते हैं हम एंजाइम प्रोटीन की स्तर गतिविधि देख सकते हैं हम ईईजी ईसीजी एमईजी जैसे विद्युत संकेतों को देख सकते हैं नैदानिक माप जैव रासायनिक माप यह भी संभव है जो आसानी से मापा जा सकता है मुश्किल नहीं है बेशक कुछ चीजें हैं जो कि कम सुलभ है जैसे असामान्य नमूना मस्तिष्क घाव के लिए इमेजिंग तकनीक हम मस्तिष्क का एमआरआई हर घंटे या ऐसे ही नहीं कर सकते हम इसे कई महीनों में केवल एक बार ही कर सकते हैं अमाइलॉइड प्लाक रक्त के बाहर रिसेप्टर बाइंडिंग ट्यूमर का आकार हम हर दिन ट्यूमर के आकार को माप नहीं सकते हैं क्योंकि उपकरण मुश्किल हैं एक महीने में एक या 2 बार कर सकते हैं इनवेसिव टिशू बायोप्सी फिर से हम इनवेसिव टिशू बायोप्सी को हर रोज नहीं कर सकते हैं ठीक सीएसएफ तरल पदार्थ सेरब्रोस्पाइनल फ्लूइड या प्रमस्तिष्कमेरु द्रव हम इसे हर दिन नहीं ले सकते हैं ठीक हम इसे हर हफ्ते भी नहीं ले सकते आप इसे कुछ महीनों में एक बार ही ले सकते हैं बहुत हुआ तो क्योंकि यह काफी इनवेसिव प्रोसीजर को शामिल करने वाली प्रक्रिया है परिवर्तनशील वस्तु के प्रकार निरंतर रक्तचाप हम अवश्य ही लगातार माप सकते हैं हम AE घटना को AE तीव्रता दर्द लाइकर्ट स्कोर नींद की स्थिति को देख सकते हैं हम एमआरआई लीश़न की संख्या को देख सकते हैं तो ये सभी संख्याओं की तरह हैं निरंतर ये संख्याएं हैं यह निरंतर है या हम समय और घटना के आधार पर देख सकते हैं हेमोफिलिया ए के उपचार के लिए कुछ ड्रग के साथ बार बार समय पर रक्तस्राव को देख सकते हैं हम अधोमुखी बनाम क्रॉस अनुभागीय को भी देख सकते हैं यदि आप ऐसे कुछ ट्यूमर देख रहे हैं तो हम अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय को देख सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि उस पर किसी ड्रग का क्या प्रभाव है या किसी प्रक्रिया या उपचार का कुछ प्रभाव है या नहीं बेशक बहुत सारे गणितीय मॉडल हैं जो अब आ रहे हैं क्योंकि हमें भविष्य की घटनाओं को पहले से जानने की आवश्यकता है यदि आपके पास एक गणितीय मॉडल है विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं हम उनमें से कुछ को देखेंगे एम्पिरिकल मॉडल मॉडल जो डेटा का अच्छी तरह से वर्णन करते हैं लेकिन बिना जैविक अर्थ के जैसे कि सांख्यिकीय पैरामीटर फिटिंग प्रकार का मॉडल मापदंडों की व्याख्या चुनौती हो सकती है सही है ना तो हम कह सकते हैं y Ax b तो x ड्रग कान्सन्ट्रेशन है y जीवित कोशिकाओं की संख्या है तो जैसे ही x बदलता है y बदलता है लेकिन A और B फिटिंग पैरामीटर हैं हम क्रियाविधिक रूप से इसका अर्थ नहीं बता सकते तो ये सभी एम्पिरिकल मॉडल हैं लेकिन वे भी उपयोगी हैं क्योंकि हम उस पर अन्य सांद्रता के भविष्य मैं होने वाले प्रभाव की जानकारी कर सकते हैं यांत्रिकी मॉडल तो हम अंतर्निहित शारीरिक प्रक्रिया को शामिल कर सकते हैं जो कठिन हो सकता है इसे बेहतर रक्षात्मक शक्ति मिली है हम इसमें शामिल कुछ शारीरिक प्रक्रियाओं को समझने में सक्षम होंगे प्रत्यक्ष लिंक प्रतिक्रिया मॉडल अप्रत्यक्ष लिंक प्रतिक्रिया मॉडल जो प्रतिवर्ती है अपरिवर्तनीय जैसे कीमोथेरेपी एंजाइम निष्क्रियता तो ऐसी स्थितियों में भी हमारे पास यांत्रिकी मॉडल हो सकते हैं यांत्रिकी मॉडल को निकालना थोड़ा कठिन हैं क्योंकि मुझे किसी विशेष प्रभाव के लिए ड्रग की कार्रवाई के तंत्र को जानने की आवश्यकता है और इसमें बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं जो आप नहीं जानते होंगे हमारे पास संरचित मॉडल स्टोकैस्टिक मॉडल भी है तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स समय और पीडी प्रतिक्रिया के बीच संरचनात्मक संबंध बना सकते हैं यांत्रिकी मॉडल के लिए मुझे उस क्रिया के तंत्र की जो मुझे जानना आवश्यक है समझ होनी चाहिए स्टोकैस्टिक मॉडल अंतर विषय भिन्नता हमें अंतर विषय भिन्नता रखने की आवश्यकता है हमें त्रुटियां डालने की आवश्यकता है क्योंकि अगर मैं 100 की जनसंख्या लेता हूं तो उस नमूना समूह की आबादी के भीतर लोगों के बीच भिन्नता हो सकती है लेकिन अगर मैं 2 या 3 अलग अलग आबादी लेता हूं तो मैं दक्षिण भारतीयों को लेता हूं मैं उत्तर भारतीयों को लेता हूं भारत का पूर्वी हिस्सा जो कि अंतर विषय है तो उनके बीच भिन्नता हो सकती है और फिर मुझे उस अवशिष्ट त्रुटि के बारे में भी पता होना चाहिए जो इसमें शामिल है तो इसे स्टोकेस्टिक मॉडल कहा जाता है यह एक बहुत ही सांख्यिकीय दृष्टिकोण है जिसका उपयोग हम इस प्रकार के मॉडल में करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि यदि आप शरीर में किसी ड्रग की सांद्रता को देख रहे हैं तो यह ऊपर जाता है और अधिकतम तक पहुंच जाता है और फिर यह समय के हिसाब से नीचे आने लगता है तो यह x अक्ष घंटे हो सकता है y अक्ष मिलीग्राम हो सकता है माइक्रोग्राम प्रति लीटर प्रति मिली और वास्तव में इसी प्रकार इसे वक्र AUC के तहत क्षेत्र कहा जाता है Cmax यह सांद्रता है tmax वह समय है जिस पर यह होता है Half life या अर्द्ध आयु सांद्रता इस पदार्थ के आधे हिस्से को बाहर निकालने के लिए लगने वाला समय तो इन सभी में C trough नाम का एक और पैरामीटर होता है यह ट्रॉफ प्लाज्मा सांद्रता है जो कि अगली खुराक से पहले ले जाने वाली स्थिर अवस्था में अंतराल की समाप्ति पर मापा जाता है यह खुराक अंतराल में ट्रॉफ की सांद्रता है तो ये सभी समापन बिंदु हैं जिन्हें हम आसानी से माप सकते हैं जब हम एक रोगी व्यक्ति या स्वयंसेवक या वालंटियर या एक जानवर से नमूने लेते रहते हैं और हम इन को माप सकते हैं तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स मापदंडों को प्राप्त कर सकते हैं ये पैरामीटर हमारी मॉडलिंग रणनीतियों में बहुत उपयोगी हैं और बाद में हम इसे देखेंगे क्लीनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स में बहुत सारे प्रतीक उपयोग किए जाते हैं यह सभी क्लीनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स में ज्यादातर उपयोग किए जाने वाले वे प्रतीक हैं जो क्लीनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स जर्नल द्वारा सुझाए गए है यह पीडीएफ बहुत उपयोगी है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्टैन्डर्ड चिह्न हैं जो उपयोग किए जाते हैं और यह हम सभी के लिए अच्छा है यदि हम फार्माकोकाइनेटिक भाषा के ही समान स्टैन्डर्ड प्रतीकों का उपयोग करें तो हम भी उन्हें का उपयोग करेंगे पीके पीडी मॉडलिंग एक्सपोज़र का अनुमान लगाते हैं और पीडी और अन्य अंत बिंदुओं के बीच सहसंबंध की जांच करते हैं AE मूत्र में निकलने वाली अपरिवर्तित ड्रग की संचयी मात्रा है तो हम कुछ निश्चित सांद्रता प्लाज्मा को देते हैं और फिर यह बाहर निकल जाती है चयापचय नहीं होता है तो जाहिर है बाहर निकल जाएगी लेकिन चयापचय भी होगा लेकिन AE अपरिवर्तित ड्रग की संचयी मात्रा है जो मूत्र में उत्सर्जित होती है यह मॉडलिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उपचारात्मक विंडो का अनुमान लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको यहां दिखाया था तो कुछ समय बाद एकाग्रता कम हो जाती है तो प्रभावी एकाग्रता शायद यहां बहुत अधिक है तो मुझे फिर से रोगी को एक और खुराक देने की आवश्यकता है ताकि ड्रग का प्रभाव हो तो मुझे उपचारात्मक विंडो को जानना होगा खुराक का चयन मौखिक रूप से या IV दी जाने वाली ड्रग की एकाग्रता कितनी होनी चाहिए कार्य के क्रियाविधि को पहचानें हम समझ सकते हैं कि उन्मूलन बहुत तेजी से होता है अगर मुझे AE पता है तो मैं कह सकता हूं कि उन्मूलन तेजी से होता है अगर मुझे पता है कि चयापचय हो रहा है तो AE बहुत कम होगा तो AE की मॉडल प्राबबिलिटी एक्सपोज़र का एक फंक्शन है और ड्रग के लेबल को सूचित करता है तो हम ड्रग के लेबल पर सूचित कर सकते हैं कि ड्रग का क्या हो रहा है जैसे जैसे यह शरीर से बाहर निकल रही है एक्सपोज़र AUC को मापा नहीं जाता है केवल मॉडल किया जाता है तो हम इसका उपयोग पीके को जानने के लिए कर सकते हैं रक्त प्लाज्मा में सान्द्रता कार्रवाई के स्थल पर सान्द्रता का एक बायोमार्कर है यह एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको जानना आवश्यक है आप मान लेते हैं कि क्रिया स्थल पर जो भी सांद्रता है वही प्लाज्मा में है पीके मापदंडों को सीधे मापा नहीं जाता है लेकिन हम इसे अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं हम देखेंगे कि कैसे उन सभी चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है एक व्यक्ति के शरीर को अंतर समीकरणों की एक प्रणाली के रूप में मॉडल किया जाता है हर कंपार्टमेंट के लिए एक तो रक्त प्लाज्मा क्षेत्र को हम इसे एक बड़ा कम्पार्टमेंट या बड़ी बाल्टी जैसा कह सकते हैं ऊतक एक और कम्पार्टमेंट हो सकते हैं अंग विशिष्ट अंग एक अलग बाल्टी हो सकते हैं और इसी प्रकार तो प्रत्येक के लिए फिर समान परफ्यूजन दर वाले प्रत्येक अंग या अंगों के सेट को दिखाने के लिए एक समीकरण होगा तो इसे फिजियोलॉजिकल आधारित पीके मॉडलिंग कहा जाता है तो हमारे पास अपनी रुचि के अंगों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट हो सकते हैं या हम एक ही कंपार्टमेंट को ले सकते हैं जिसमें कई अंग जोड़ सकते हैं उनकी परफ्यूजन दर के आधार पर फिर हम कह सकते हैं कि ड्रग अंदर जा रही है ड्रग बाहर आ रही है और वास्तव में इसी प्रकार तो हमारे पास अंतर समीकरणों का सेट होगा और फिर हम अंतर समीकरण को हल कर सकते हैं तो प्रत्येक समीकरण प्रणाली एक विशिष्ट कंपार्टमेंट में और बाहर ड्रग के प्रवाह का वर्णन करता है हमारे पास अलग अलग मात्रा में प्रवाह हो सकते हैं उदाहरण के लिए यकृत अलग अलग मात्रा प्रवाह जा रहे हैं जैसे ट्यूमर और वास्तव में इसी प्रकार और फिर आप समय के एक फंक्शन के रूप में इन सभी अंतर समीकरणों को हल करने की कोशिश करते हैं तो हम समय के एक फंक्शन के रूप में प्लाज्मा के अंदर एकाग्रता परिवर्तनों को जानने में सक्षम होंगे इस खास पीडीएफ को फिर से देखें पीडीएफ में बहुत सारे फार्माकोकाइनेटिक समीकरण दिए गए हैं मैं उनमें से कुछ को इस संदर्भ से लेने जा रहा हूं लेकिन यदि आप और विस्तार में जाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से इस विशेष वीडियो को देख सकते हैं तो एलिमिनेशन रेट स्थिर है ke सीएल क्लीयरेंस वितरण की मात्रा द्वारा दिया जाता है और क्लीयरेंस C1 C2 t2 t1 के लॉगरिदम द्वारा दिया जाता है तो हमारे पास CL क्लीयरेंस Vd क्लीयरेंस वाल्यूम निकालने के लिए C1 C2 t2 t1 के लॉगरिदम है और यह C1 C2 t2 t1 का लॉगरिदम है तो यह समीकरण कैसे हुआ क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि उन्मूलन तेजी से या एक्स्पोनेन्शली होता है तो इसलिए हम इस लॉगरिदम को लेते हैं अर्द्ध आयु इसका मतलब है कि वह समय जब ड्रग एकाग्रता ½ पहुंच जाती है 0693 Vd वितरण की मात्रा निकासी या 0693 k उन्मूलन यह रेट कांस्टेंट है तो हम उन्हें बाद में देखेंगे इस अर्द्ध आयु को और ke और वास्तव में उस सभी को वितरण की मात्रा के लिए हमारे यहां कई टर्म हैं V Vp Vr Kp क्लीरन्स डोस AUC है जो वक्र के नीचे का क्षेत्र है तो वक्र के नीचे का क्षेत्र हम अलग अलग समय बिंदुओं पर सान्द्रता प्राप्त करने के बाद माप सकते हैं हम इसे एकीकृत कर सकते हैं Cl रीनल निकासी रीनल मूत्र प्रवाह में मूत्र प्रवाह मूत्र कान्सन्ट्रेशन प्लाज्मा कान्सन्ट्रेशन है इसे Cl renal कहा जाता है रीनल क्षेत्र में निकासी जैसे कि आपके पास कान्सन्ट्रेशन में मूत्र प्रवाह है आपके पास प्लाज्मा कान्सन्ट्रेशन और रीनल है तो आइए हम एक कंपार्टमेंट मॉडल को देखते हैं यह पूरा शरीर एक सिंगल कंपार्टमेंट के रूप में लिया गया है Co DV C Co e ket D dose t dosing interval CL clearance V volume of distribution ke elimination rate constant ka absorption rate constant F fraction absorbed K0 infusion rate T duration of infusion C plasma concentration D खुराक t खुराक अंतराल CL निकासी V वितरण की मात्रा ke एलिमिनेशन दर स्थिरांक ka अवशोषण दर स्थिरांक F अवशोषित अंश जैवउपलब्धता K0 इन्फ्यूश़न दर T इन्फ्यूश़न की अवधि C प्लाज्मा कान्सन्ट्रेशन हम मात्रा निकाल सकते हैं दोनों के लिए ही केवल एक IV बोलस देने के लिए यानी अंतःशिरा में आप ड्रग एक शॉट में देते हैं पूरी ड्रग आप नहीं लेते हैं कुछ समय डेल्टा t समय लेते हैं प्लाज्मा में पूरी ड्रग को इंजेक्ट करने के लिए तो हमारे पास C0 DV D जो खुराक हम देते हैं V वॉल्यूम है C C0 e ket इसका मतलब है कि यह पहला ऑर्डर का संबंध है मात्रा जैसे बदलती है यह पहले ऑर्डर के संबंध का पालन करती है जो समय के फंक्शन के अनुपात में निकल जाती है तो इसे पहले ऑर्डर के रूप में लिया गया है यही कारण है कि हमारे पास C C0 e ket है तो आपका C0 यहां हो सकता है और यह समय के फंक्शन के अनुपात में निकल जाता है तो हम इसे वास्तव में यहां पहले ऑर्डर के रूप में लेते हैं तो कई IV बोलस देने के लिए इसका मतलब है कि हम कई बार इंट्रावीनस देते हैं लेकिन यह एक बोलस है बोलस का मतलब है कि यह एक शॉट में दिया गया है तो समीकरण थोड़ा संशोधित है हमारे पास दवा देने की संख्या n है Cmax जो कि अधिकतम सांद्रता है को भी इस संबंध द्वारा दिया जा सकता है DV V आपके वितरण की मात्रा 1 e ke t यह एक अकेले कम्पार्टमेंट मॉडल के लिए है जहाँ हम एक IV बोलस एडमिनिस्ट्रेशन या अनेक बोलस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं अब इस विशेष ग्राफ को देखें जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि प्लाज्मा में सांद्रता ऊपर जाती है और फिर नीचे जाने लगती है तो यह हिस्सा निश्चित रूप से यह हिस्सा तब होता है जब यह एक मौखिक खुराक होता है अन्यथा अगर इसे एक शॉट में इंजेक्ट किया जाता है तो सांद्रता तुरंत अधिकतम तक पहुंच जाती है और फिर यह नीचे जाना शुरू कर देता है यह मुंह से दवा लेने के लिए होता है क्योंकि gi अवशोषण एकाग्रता ऊपर जाती है फिर यह नीचे आने लगती है तो यह भाग पहले ऑर्डर संबंध की तरह मॉडल किया जा सकता है C C0 e जैसा यह यहाँ दिखाया गया है e ke t ke एलिमिनेशन दर स्थिरांक है तो logarithm लें log Ct log C0 ke t2303 यह क्यों आया है क्योंकि आम तौर पर जब हम लॉग लेते हैं तो ln लेते हैं फिर 2303 लेते हैं तो यदि आप एक सीधी रेखा खींचते हैं और फिर स्लोप लेते हैं तो हम ke2303 प्राप्त कर सकते हैं यहाँ t समय है और यह कंसंट्रेशन है और फिर आप इस लाइन को बढ़ाते हैं यहां तक फिर आप एंटीलॉग लेते हैं तो यह C0 होता है इसी तरह आप C0 और ke को एलिमिनेशन साइड के लिए मापते हैं आप एक मौखिक खुराक देते हैं या यदि आप मौखिक खुराक देते हैं तो आपके पास इस तरह का होगा अगर यह एक सीधे IV बोलस खुराक है तो आपके पास यह हिस्सा नहीं होगा हमारे पास अधिकतम कंसंट्रेशन होगी और फिर यह नीचे जाएगी तो आप स्लोप लेते हैं स्लोप निश्चित रूप से नकारात्मक स्लोप के बराबर है स्लोप ke2303 होगा तो आप इसे इस तरह बढ़ाते हैं और एक एंटीलॉग लेते हैं जो आपको एक C0 देगा तो आम तौर पर जानवरों पर अध्ययन किया जाता है और यदि ड्रग मौखिक रूप से दी जाती है तो उन्हें इस तरह एक ग्राफ मिलता है यदि आप अलग अलग समय बिंदुओं पर रक्त से नमूने लेते हैं और फिर इस हिस्से के स्लोप से मान लेते हैं कि उन्हें यह ke2303 मिलता है और इसे बढ़ाकर और एंटीलॉग लेते हैं तो C0 प्राप्त करें तो एक डिब्बे के मॉडल में यह काफी सरल है आप उम्मीद करते हैं कि ग्राफ इस तरह होगा • Volume of distribution V DOSE Co • Plasma clearance Cl Ke V • plasma half life t12 directly from graph or t12 0693 Ke ∙ Bioavailability o iv तो एक कंपार्टमेंट मॉडल में वितरण की मात्रा V खुराक C0 C0 यह है खुराक ड्रग की वह मात्रा है जो आप मौखिक रूप से देते हैं प्लाज्मा क्लीयरेंस K एलिमिनेशन V तो यहाँ C0 यदि आप ग्राफ से जान पाते हैं तो आप जानते हैं कि हमने कितनी डोज़ दी है हम V को प्राप्त कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर विकल्प देते हैं और Ke आप से गणना कर सकते हैं फिर आपको क्लीयरेंस मिलेगा और प्लाज्मा अर्द्ध आयु 0693Ke है तो हम इसे यहां रख सकते हैं हम अर्द्ध आयु प्राप्त कर सकते हैं AUC जैव उपलब्धता है जब आप इसे मौखिक रूप से देते हैं AUC जब आप नस के माध्यम से देते हैं तो इस प्रकार के ग्राफ को देखकर हम सभी महत्वपूर्ण मापदंडों को प्राप्त कर सकते हैं PK ग्राफ जिसमें की प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन समय के फंक्शन के रूप में है तो हम पीके पीडी के इस विषय को अगली कक्षा में भी जारी रखेंगे आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद